सभी को नमस्कार तो आपका स्वागत है सप्ताह ८ के आखरी व्याख्यान में इस सप्ताह हमने सेमांटिक्स के विभिन्न तरीकों के बारे में बात की जो कि लेक्सिकल सेमांटिक्स है और हमने देखा कि कैसे हम संबंधों का इस्तेमाल शब्दों के बीच कर सकते हैं सेमांटिक्स का पता लगाने के लिए और पिछले दो व्याख्यान में हमने बात की एक वर्ड सेंस के बहुत क्लासिकल समस्या के बारे में दिसम्बिगुएशन जो की एक शब्द ही है इसके बहुत सेंस हैंआप कैसे पता करेंगे की दिए हुए सन्दर्भ में क्या विशेष सेंस इस्तेमाल किया गया है और यह एक बड़ी ही आम प्रकार की समस्या है और आप विभिन्न प्रकार के बहुत सारे तरीकों से इसे सुलझा सकते हैं और हमने देखा की कैसे हम साधारण नॉलेज बेस्ड एप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी डेफिनिशन का इस्तेमाल कर के और कुछ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आप कुछ बूटस्ट्रैपिंग मेथड्स और अनसुपरवाइज़ड मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहां हमने पेज रैंक अल्गोरिथम के बारे में बात की यदि आप मिलकर हरेक शब्द के लिए सेंस निकलना चाहते हैं हमने इस अल्गोरिथम को पूरी तरह से विस्तारित नहीं किया इसलिए अगर उस अल्गोरिथम का विस्तार जानना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है जब तक हम समराइज़शन को कवर न कर लें समराइज़शन में हम पेज रैंक के बारे में विस्तार से बात करेंगे लेकिन आप एक विचार बना सकते हैं इन बातों से जो हमने यहाँ देखा और जिस पर चर्चा की इसलिए इस व्याख्यान में हम एक नई शोध समस्या ले रहे हैं जो कि वर्ड सेंस दिसंबीगुएसन विचार से ही आ रही है और वहां से भी जहां हमने अंतिम व्याख्यान के अंत में जो भी चर्चा की थी इसलिए पिछले व्याख्यान के अंत की ओर हम एक अन्सुपर्वाइज़ड तरीके से शब्द सेंसज को सीखने के बारे में बात कर रहे थे जो अब हम एक शब्दकोष में परिभाषित अर्थो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉर्पस है हमें पता है कि शब्द को कई बार कैसे उपयोग किया गया है क्या हम शब्द के उपयोग का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि यह क्या है और यह मूल विचार क्या था तो मूल विचार यह था कि अगर मुझे पता है कि हमारे पास एक कॉर्पस है तो हमारे कॉर्पस को देखें और हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द अन्य शब्दों से को ओकर हो गए हैं इसलिए हम कुछ मॉडल का निर्माण कर सकते हैं जो हमें पता है कि दूसरे शब्दों के साथ क्या को ओकर हुआ है तो विचार यह था कि हम इस नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं अगर एक शब्द में दो सेंस हैं तो क्या होगा जो शब्द इसके अनुरूप हैं मान लेते हैं वहाँ हमारा केंद्र शब्द है तो जिन शब्दों को हम एक सेंस से जोड़ते हैं और शब्द जो दूसरे सेंस में हैं वे एक साथ जुड़े होंगे यह सेंस वन है यह सेंस टू है इसलिए अगर हम पूरे सह घटना ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं अगर हम इसे किसी विशेष शब्द के आसपास केंद्रित करते हैं और इसे क्लस्टर करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि यह अलग अलग अर्थ हैं यह एक बहुत ही सामान्य विचार है और इसे हम वर्ड सेंस इंडक्शन भी कहते हैं जिसे डब्ल्यू एस आई से भी जाना जाता है ऐसा करने के कई तरीके हैं क्योंकि वे कई तरीके हैं जिनसे आप इस क्लस्टरिंग को कर सकते हैं आप किसी भी ग्राफ आधारित क्लस्टरिंग विधि को लागू कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए चाइनीज़ व्हिस्पर एक बहुत लोकप्रिय एल्गोरिथ्म है और आप किसी भी अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं तो यह विचार अब होगा जब आप प्रत्येक शब्द के लिए ऐसा करेंगे तो आपको कुछ शब्द S 1 S 2 S 3 और इसी तरह की अन्य चीजें मिलेंगी और ये शब्द कहने के अनुरूप हो सकते हैं ये शब्द हैं यह अलग अलग शब्द हो सकते हैं जिनमें वजन हो सकते हैं और भी कई इसी तरह अब तो यह है कि आपने एक कॉर्पस दिया है आप पता लगा सकते हैं कि शब्द अर्थ क्या हैं लेकिन इस व्याख्यान में हम उस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी शब्द को हाल के समय में कोई नया अर्थ मिला है या नहीं क्या उसे कोई नया अर्थ मिला है अब क्या ऐसा होता है इसलिए समय के साथ हम एक ही शब्द का उपयोग करते रहते हैं नए नए और सेंसेज इसलिए और सोशल मीडिया के साथ यह बहुत अधिक सामान्य हो रहा है कि आप कुछ नए अर्थो में उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था तो आइए एक उदाहरण देखें इसलिए हमारे पास सिक शब्द है और सिक एक बहुत ही आम पर लोकप्रिय शब्द है और आप कहेंगे कि सिक का मतलब किसी बीमारी या बीमारों से जुड़ा होना है तो यह शब्दकोष की परिभाषा है जो किसी बीमारी या बीमारों से प्रभावित है या ऐसे लोगों से संबंधित है जो सिक हैं और किसी चीज से बहुत परेशान या ऊब गए हैं क्योंकि आपके पास बहुत अधिक है इसलिए हम इससे सिक हैं इसलिए अब यह सिक का एक सामान्य ज्ञान है अब क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में सिक को कोई नई समझ मिली है और यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो सिक को बहुत नई समझ मिली है और यह इस विशेष अर्थ से पूरी तरह विपरीत है तो वह सेंस क्या है तो हम इस ट्वीट को देखें तो पाउलो नुटिनी के नए रिकॉर्ड को सुनकर इट इज़ सिक तो अब एक ही शब्द सिक के यहाँ सिक का क्या मतलब है यह उबाऊ नहीं है तो इस सिक का मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत बहुत अच्छा है तो इस सिक को बहुत कुछ नया अर्थ मिला है जो कुछ भी हम पहले कुछ ऐसा देख रहे थे जैसे डीज़ीज़ इलनेस किसी चीज़ के लिए जो बहुत ही अच्छा है हम पहले कुछ ऐसा देख रहे थे जैसे डीज़ीज़ इलनेस लेकिन अब वो एक अच्छा शब्द है अब तो क्या इन नए अर्थों को कॉर्पस में रखा जा रहा है इसलिए लोग इसका उपयोग कर रहे हैं अब समस्या यह है कि मान लीजिये हमारी शब्दकोष या हमारी लेक्सिकन जैसे वर्ड नेट नियमित रूप से अपडेट नहीं हो रही है तो यदि यह शब्द सिक को एक नया सेंस मिला है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस कार्पस के नए सेंस में हम कभी भी इसे मैच नहीं कर पाएंगे वर्ड नेट के किसी भी सेंस से क्योंकि वर्ड नेट ने किसी भी सेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो संदर्भ समय 0619 पता नहीं शायद सिक को भी समझ है और यह कई अन्य शब्दों के लिए हो रहा है इसलिए अब वह नोवेल वर्सेस रिजेक्शन के इस क्षेत्र में क्या किया है कॉर्पस और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या शब्द को एक नया अर्थ मिला है और अगर हम इसका पता लगा सकते हैं तो हम अलग अलग लेक्सीकॉन्स और अलग अलग हमारे वर्ड नेट वर्जन को भी पॉप्युलेट कर सकते हैं हम इन परिभाषाओं का उपयोग करके अपडेट कर सकते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि शब्द को नया अर्थ मिल गया है अब फिर से इसलिए यह एक नया क्षेत्र है लेकिन कुछ अलग तरह के तरीके और काम किए गए हैं हम उन कार्यों में से किसी के विवरण में नहीं जाएंगे लेकिन हम क्या करेंगे हम आपको एक मूल विचार देने की कोशिश करेंगे कि यदि आप वर्ड सेंस को समझते हैं तो आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि नए वर्ड सेंस या नोवेल वर्ड सेंस का पता लगा सकें तो आइए हम एक मूल विचार रखें मूल विचार यह है कि हम अर्थ समूहों की तुलना करने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए यदि आपका शब्द अर्थ परिवर्तन से गुजर रहा है तो दो अलग अलग समय अवधियों से प्राप्त अर्थ समूहों की तुलना करके इसका पता लगाया जा सकता है तो आप वर्ड कंपाइलर लेते हैं मान लीजिए कि 1909 1953 में तो हमने डेटा लिया और हमने वर्ड सेंस इंडक्शन किया और इंडक्शन से हमें पता चला कि संकलक शब्द में ये दो सेंस हैं तो एक सेंस रिपोर्टर ऑडिटर लिसेनर वगैरह के सेंस में है दूसरा साइंटिस्ट्स कम्पोज़िटर् फिलॉस्फर पब्लिशर प्रीचर पर है इसलिए दो अलग अलग सेंस हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये शब्द एक साथ आते हैं एक मतलब निकलने के लिए और ये शब्द एक साथ आते हैं दूसरे मतलब से 1909 1953 में कंपाइलर केवल कुछ प्रकार के व्यक्ति थे जो संकलन करना चाहते हैं अब अगर हम 2002 2005 जैसे हाल के समय में इस शब्द को देखते हैं तो कम्पाइलर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्पाइलर के सेंस में सेंस मिली है यह सेंस 1909 1953 में उपलब्ध नहीं थी इसलिए क्या हम स्वचालित रूप से यह पता लगा सकते हैं कि शब्द डेटा से ही एक नई सेंस मिली है तो हम क्या करेंगे फिर से संदर्भ समय 0828 हम वर्ड सेंस इंडक्शन करेंगे तो मान लीजिए कि हम इंडक्शन करते हैं और हमें ये दो सेंस मिलते हैं तो एक फिर से एक ही सेंस ट्रांसलेटर एडिटर लिसनर रीडर कमेंटेटर है जो पहले जैसा था वैसा ही है लेकिन आप एक नया अर्थ भी देखते हैं जिसमें प्रीप्रोसेसर ड्राइवर हैंडलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोडर कर्नेल डी बी एम एस शामिल हैं और आप इन शब्दों को कंप्यूटर सेंस में देखकर तुरंत देख सकते हैं यह सेंस पहले उपलब्ध नहीं था अब यह एक दिलचस्प अवलोकन है कि अगर हम नए समय की अवधि में केवल वर्ड सेंस शामिल करते हैं तो हमें एक ऐसा सेंस क्लस्टर मिल रहा है जो पहले उपलब्ध नहीं था और इससे मुझे एक सामान्य ढाँचा मिलता है इसलिए हम क्या करेंगे हम अपना डेटा ले जाएंगे जो कई बार खत्म हो जाता है तो इसे 1800 से 2010 या जो भी कहा जा सकता है तो यह कुछ t 1 से t 2 से शुरू हो रहा है हम यह पता लगाना चाहते हैं कि किन शब्दों से समझ में बदलाव आया है इसलिए हम क्या करेंगे हम इस डेटा कॉल के कुछ स्लाइस लेने की कोशिश करेंगे इसे टाइम पॉइंट t 1 बाद में एक और स्लाइस लेंगे टाइम पॉइंट t 2 पर तो अब हम करेंगे हम अपनी सह घटना की गणना करेंगे और जिस तरह से हम अपने वितरण थिसॉरस की गणना करना चाहते हैं उसके बाद हम शब्द का इंडक्शन करेंगे इसलिए प्रत्येक शब्द के लिए हम पता करेंगे s1 इन टाइम t 1 s 2 इन टाइम t 1s 3 इन टाइम t 1 और इसी तरह के सभी शब्दों के लिए इसी तरह हम टाइम t2 पर वही काम करेंगे इसलिए हम w पर हैं और हम कहेंगे कि s1 इन टाइम t 2 s 2 इन टाइम t 2s 3 इन टाइम t 2 और इसी तरह और अब मुझे टाइम t1 और टाइम t2 पर सेंस क्लस्टर मिल गया है अब हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या शब्द को एक नया सेंस क्लस्टर मिल गया है जो पिछले समय बिंदु में उपलब्ध नहीं था और दूसरा सभी शब्दों के लिए करता है और ऐसा करके हम यह पता लगा सकते हैं कि नए समय की अवधि में किन शब्दों को नया सेंस मिला है इसलिए सामान्य तौर पर हम विभिन्न प्रकार के अर्थ परिवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि पहले किसी शब्द का कोई सेंस है यह कई सेंस में विभाजित हो गया है या यह एक जुड़ाव हो सकता है दो अलग अलग सेन्स एक ही अर्थ के लिए एक साथ जुड़ जाती हैं वे इतनी सामान्य नहीं हो सकती हैं लेकिन जो कुछ सामान्य है वह एक बर्थ जैसा है कि इस शब्द में शुरू में दो सेंस थे s1 और s2 अब नए समय की अवधि में इसे एक नया सेंस मिला है sn यह बहुत बहुत सामान्य है और फिर वे एक सेंस का विनाश भी हो सकता है कि पहले इसमें S0 की भावना थी अब नए समय की अवधि में हम समझ नहीं पा रहे हैं तो इन सभी को आप केवल इन अर्थ समूहों की तुलना करके पता लगा सकते हैं इसलिए यहां एक और उदाहरण है जो हमने डेटा से देखा है तो यह उस काम से है जो हमने 2014 में किया था तो यह ए सी एल 2014 में था यदि आप एक नज़र रखना चाहते हैं तो शीर्षक दैट्स सिक डूड और कुछ अन्य उप शीर्षक थे इसलिए यह ए सी एल 2014 में था इसलिए हमने गूगल एनाग्राम से डेटा लिया और हमने लगभग 1600 से 2008 से शुरू किए गए पूरे डेटा को विभाजित किया आठ अलग अलग समय बिंदु पर ताकि वे इस तरह विभाजित हों कि प्रत्येक समय बिंदु में आपके पास लगभग समान डेटा हो इसलिए जैसा कि आप हाल के वर्षों में जाते हैं यहां तक कि तीन साल और चार साल भी पूर्ण समय अवधि बनाने के लिए पहले यह एक साथ 100 वर्ष हो सकता था क्योंकि डेटा बहुत अधिक नहीं था और फिर हमने अलग अलग समय बिंदुओं का निर्माण किया डिस्ट्रीब्यूशन थिसॉरस का निर्माण किया और फिर आप चाइनीज़ संदर्भ समय 1234 एल्गोरिथ्म को समझकर क्लस्टर का पता लगाते हैं और फिर क्लस्टर की अवहेलना करते हैं तो कौन से शब्द हैं जो कुछ नया सेंस प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ एक उदाहरण था इसलिए हमने पाया कि रजिस्टर्स शब्द में पहले ये सेंस थे और आप इन्हें देख सकते हैं जैसे कि डिक्शनरीज़ डायरेक्ट्रीज लाइब्रेरीज कम्पाइलेशन्स बुलेटिन ये रजिस्टर हैं जैसे कि आप पेपर रजिस्टर और इतने पर रजिस्टर करते हैं ताकि आपके पास अब भी हो इसी तरह यहाँ नोटबुक डायरी रिटर्न एकाउंट्स तो नए समय की अवधि में हमने पाया कि ये दो सेंस उनकी डायरेक्ट्रीज कम्पाइलेशन्स मैनुअल्स समरीज़ स्केदुल्स लेज़र्स नोटबुक हैं लेकिन बहुत नए सेंस आते हैं और क्या आप इस सेंस के बारे में सोच सकते हैं कि सेंस पेरिफेरल्स प्रोसेसर सर्किट वर्कस्टेशन डिवाइस क्या है तो रजिस्टर समझ गया है कि क्या हार्डवेयर में कंप्यूटिंग की वह सेंस है इसलिए इस नए सेंस को हम केवल कॉर्पस का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि इन सभी शब्दों को रेजिस्टेंस के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके पास समान को ओकरेन्स जैसे वर्ड टू रेसिस्टेन्स इसलिए हमने पाया कि यह एक नया सेंस क्लस्टर है जो सामने आ रहा है और जैसा कि हमने कई अन्य सेंस में किया है इसलिए जैसा कि हम कह रहे थे कि यह एक नया शोध क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कुछ कार्य सामने आए हैं यह एक ऐसा काम है लेकिन मुझे आशा है कि मूल विचार इस बात की परवाह करते हैं कि यदि आप नए वर्ड सेंस का पता लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है ताकि लेक्सिकल सेमांटिक्स के इस सप्ताह का अंत हो इसलिए अगले सप्ताह फिर से हम सेमांटिक्स के विषय को जारी रखेंगे तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सेमांटिक्स के साथ शुरू किया है एक विचार फिर हमने लेक्सिकल सेमांटिक्स के बारे में बात की सेमांटिक्स का विचार अब हम देखेंगे कि हम विषयों का उपयोग करके सेमांटिक्स को कैसे पकड़ सकते हैं क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि मेरे डेटा उपयोग में कौन से विषय हैं जो कुछ सेमांटिक्स के लिए हैं और इसीलिए हम टॉपिक मॉडल्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एन एल पी में फिर से बहुत बहुत लोकप्रिय उपकरण हैं इसलिए धन्यवाद हम आपको अगले सप्ताह में देखेंगे